अब हम प्रति यूनिट अंकन पर चलते हैं इसलिए प्रति यूनिट अंकन में हम एक विशेष प्रणाली के लिए ओम में कुछ आधार इम्पीडेन्स को परिभाषित कर रहे हैं और फिर हम इम्पीडेन्स के वर्तमान मान को कहने जा रहे हैं जो मैं अपने ट्रांसफार्मर प्राइमरीट्रांसफार्मर के लिए कर रही हूँ सेकेंडरी जो आधार प्रतिशत की तुलना में वाइंडिंग के वास्तविक इम्पीडेन्स का एक अंश है जो आधार इम्पीडेन्स की तुलना में है मैं परिभाषित कर रही हूँ सबसे पहले हमारे पास आधार इम्पीडेन्स को परिभाषित करने का कोई तरीका होना चाहिए इसलिए यदि मैं एक सामान्य पावर सिस्टम लेने जा रही हूँ तो मुझे चार मानों को ठीक करना होगा एक kVA रेटिंग है वोल्टेज रेटिंग क्या है अगर मैं इन दोनों को नियत करती हूँ करंट और इम्पीडेन्स स्वतः ही नियत हो जायेंगे इसलिए मेरे पास सिस्टम के लिए मूल रूप से चार आधार मान हैं इसलिए यदि मेरे पास एक विशेष मान है जिसमें kV का विशेष आधार है और उसके आधार के रूप में वोल्टेज का विशेष मान परिभाषित है तो मैं कह सकती हूँ मुझे सीधे एम्पीयर देगा ताकि एम्पीयर बेस एम्पीयर होगा और फिर जो कुछ भी मेरा है मैंने परिभाषित किया है कि बन जाएगा उदाहरण के लिए हमने जो पहले लिया था उसे फिर से लेते हैं वह है kVA ट्रांसफार्मर इसलिए जब मेरे पास एक ट्रांसफार्मर होता है तो आमतौर पर हम kVA को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए आधार kVA के रूप में परिभाषित करेंगे क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तनीय है चाहे मैं इसे प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड से देख रही हूँ kVA मूल रूप से स्थिर मैं मिलने जा रहा है तो बेस केवीए स्वयं kVA है यह आधार kVA होने जा रहा है जबकि यह प्राइमरी के लिए बेस वोल्टेज होने जा रहा है जबकि यह सेकेंडरी के लिए बेस वोल्टेज होगा आम तौर पर हम क्या करते है कि हम एक बेस वोल्टेज परिभाषित नहीं करते अपितु हम प्राइमरी के लिए अलग से सेकेंडरी के लिए अलग से बेस वोल्टेज को परिभाषित करेंगे क्योंकि हम स्टेप अप या स्टेप डाउन रखने जा रहे हैं kVA एक ही है जबकि यह स्वतंत्र रूप से प्रत्येक तरफ के लिए परिभाषित होने जा रहा है इसलिए यदि मैं करंट को देखता हूं तो मेरे पास प्राइमरी के लिए आधार करंट होगी मेरे पास यह होना चाहिए इसलिए यह A होने जा रहा है जबकि अगर मैं सेकेंडरी के लिए आधार करंट को देखती हूं जो A होने जा रही है अब अगर मैं को परिभाषित करती हूँ तो प्राइमरीऔर सेकेंडरी के लिए बहुत स्पष्ट रूप से वे अलग होंगे तो अगर मैं इसे प्राइमरी के लिए देखने की कोशिश करुँगी तो यह होगा जबकि अगर मैं सेकेंडरी के लिए को परिभाषित करने की कोशिश करता हूं जो होगा तो प्राइमरीसाइड और सेकेंडरी साइड के लिए आधार इम्पीडेन्स अलग होगी इसी प्रकार आधार खंड और आधार करंट प्राइमरीसाइड और सेकेंडरी साइड के लिए अलग अलग होगी जबकि यदि मैं kVA को देखती हूं तो यह उन सभी के लिए सामान्य होगा अब प्रति यूनिट परिभाषित करने का वास्तविक बिंदु क्या है तो आइए हम इसकी उपयोगिता को देखने का प्रयास करें इसलिए मुझे उसी ट्रांसफार्मर को लेने दें इसलिए मैं यहां को परिभाषित कर रही हूँ और यह मेरा प्राइमरी है मैं और के बारे में चिंतित नहीं हूं क्योंकि मैं वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में अधिक बात करने जा रही हूं और शायद इसके बारे में अधिक तो यही कारण है कि मैं मुख्य रूप से श्रृंखला मापदंडों को देख रही हूँ इसलिए मैं यह कर रही हूँ और सेकेंडरी की तरफ मैं और यहां मेरा लोड है अब अगर मैं 55 Ω के लोड को जोड़ रही हूँ तो हमने सामान्य ऑपरेटिंग स्थिति के तहत आधार इम्पीडेन्स के रूप में क्या गणना की है मुझे यह देखना चाहिए कि जो करंट बह रही है वह है या रेटेड करंट है इसलिए अगर मैं लोड के pu को जोड़ रही हूँ तो pu से मेरा क्या मतलब है उसी आधार के आधार पर जो मैंने गणना की है इसका मतलब है कि 55 Ω के अनुरूप होगा अगर मैं इसे जोड़ रही हूँ तो यहां बहने वाली करंट रेटेड होगी और रेटेड A के समान होगी जबकि इस A का प्राइमरीसाइड में A के रूप में अवतरितकिया गया है और वह भी है इसलिए चाहे मैं उन दोनों को देख रही हूं प्राइमरीसाइड से या उन दोनों को सेकेंडरी साइड से दोनों तरफ से मैं यह कह सकुंगी कि जब तक मैं ट्रांसफार्मर से प्रतिशत kVA खींच रही हूँ तब तक जो करंट बह रही है वह pu है या तो मैं इसे प्राइमरीसाइड या सेकेंडरी साइड से देखती हूँ इसलिए एक तरफ से दूसरे में बदलने का कोई सवाल नहीं है इसलिए कई बार यदि आप उद्योग से दिए गए वास्तविक मानों को देखते हैं तो वे हमेशा पर यूनिट के संदर्भ में रुकावटें देंगे और अगर मैं यह देखने की कोशिश करती हूँ तो यह कुल ड्राप है जिसे मैं ट्रांसफार्मर के श्रृंखला मापदंडों में एक साथ लाने जा रही हूँ अब यह विभाजित है अगर मैं पूरी बात को सेकेंडरी साइड से देख रही हूँ तो मैं कहूँगी कि यह रेटेड है यह वही है जो रेगुलेशन है मेरे लिए यह रेगुलेशन है इसलिए मैं इसे वोल्टेज नियमन के रूप में कह सकती हूँ इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन अनिवार्य रूप से इस तरह परिभाषित किया गया है और जो मैं मूल रूप से देख रही हूं वह वास्तव में करंट है जिसे सेकेंडरी साइड से लिया जा रहा है सीधे सेकेंडरी इम्पीडेन्स से गुणा किया जाता है और और करंट प्राइमरीतरफ अनुवादित है प्राइमरीसाइड में मुझे लिखना है मुझे अब सब कुछ सेकेंडरी साइड में अवतरण करना होगा क्योंकि मैं सेकेंडरी साइड के दृष्टिकोण से सब कुछ के बारे में बात कर रही हूँ इसके बजाय अगर मैंने प्रति यूनिट के संदर्भ में सब कुछ परिभाषित किया है तो प्रति यूनिट मूल रूप से अपने आधार के संबंध में सब कुछ परिभाषित करता है लेकिन यह वास्तव में इसे किसी अन्य तरीके से नहीं बदलता है तो अगर यह अपने स्वयं के आधार के बारे में बात कर रहा है चाहे मैं या के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि रेटेड मान पर यह pu होगा यह प्रतिशत होगा इसलिए मैं pu के रूप में यह लिखने जा रही हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसी तरह चाहे मैं देख रही हूँ आधार साइड के संबंध में सेकेंडरी साइड या यदि मैं बात करूं प्राइमरीसाइड के आधार इम्पीडेन्स के संदर्भ में यह अनिवार्य रूप से मुझे उसी तरह की गिरावट देगा क्योंकि मैं इस वर्तमान को भी उसी साइड को संदर्भित कर जा रही हूँ जहां से मैं इम्पीडेन्स की गणना कर जा रही हूँ हम फिर से इसे इस तरह से लेते हैं कि हमारे पास यहाँ A है इसलिए मुझे इस को गुणा करके लिखना होगा किसी भी मान से शायद यह है और यह है मैं बस कुछ बड़े मान ले रही हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर मैं कहती हूं कि यह है कि यही ड्राप है और यह बहुत अधिक है लेकिन यही ड्राप है जो मुझे शायद सेकेंडरी तरफ मिल रही है तथा मैंने आपको बताया था कि और तुलनीय होंगे तथा और एक दूसरे के साथ तुलनीय होंगे इसलिए यदि मैं प्राइमरीसाइड पर आने वाले समान मान के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे यह लिखना होगा या द्वारा गुणा किया जाता है मुझे खेद है नहीं मुझे आपको बताना है तो यह वास्तव में होगा चूंकि क्योंकि कृपया इसे समझें यह ट्रांसफार्मर है इसलिए अगर मैं कह रही हूँ कि दोनों रेजिस्टेंस तुलनीय हैं तो मेरे पास दूसरी तरफ समान Ω होना चाहिए लेकिन प्राइमरीसाइड को देखें तो यह होगा और यह होगा यह होगा और यहाँ क्या करंट होगा करंट केवल A होगा इसलिए मुझे यह लिखना होगा इसलिए अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप को देखने की कोशिश करती हूँ तो यह वोल्टेज ड्रॉप V के संदर्भ में है जबकि यह वोल्टेज ड्रॉप V के संदर्भ में होगा क्योंकि एक मैं इसे प्राइमरी बिंदु से पूरी तरह से देख रही हूँ इसलिए मुझे अपना बेस वोल्टेज अपना स्वयं का बेस करंट अपना बेस इम्पीडेंस लेना होगा और अगर मैं दूसरे दृष्टिकोण से देख रही हूँ तो मुझे अपना स्वयं का करंट स्वयं का बेस वोल्टेज और अपना इम्पीडेन्स लेना होगा यही मैंने लिया है इसलिए अब अगर मैं वास्तव में देख रही हूँ कि जो कुछ अंश मुझे मिल रहा है आप गणना करने की कोशिश करें कि उसका प्रतिशत क्या है यह होगा जबकि यह होगा तो यह भी होगा इसलिए दोनों अनिवार्य रूप से सामान मान के प्रतिशत हैं जो मुझे अपने स्वयं के आधार वोल्टेज के संदर्भ में मिल रहे हैं इसलिए जब मैंने प्रतिशत या पर यूनिट के संदर्भ में बाधाओं को व्यक्त किया तो यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं प्राइमरीसाइड से सब कुछ व्यक्त कर रही हूँ सेकेंडरी साइड से भी सब कुछ आंशिक रूप से मैं प्राइमरीसाइड से कुछ व्यक्त कर रही हूँ आंशिक रूप से मैं सेकेंडरी साइड से कुछ व्यक्त कर रही हूँ कुल मिलाकर जब मैंने अपने स्वयं के आधार के संदर्भ में गणना की तो मुझे अंततः समान प्रतिशत मानों पर होने वाली वोल्टेज कम मिलेगी Student Are the primary and secondary impedances always comparable छात्र क्या प्राइमरी और सेकेंडरी बाधाएं हमेशा तुलनीय होती हैं प्रोफेसर सामान्य रूप से देखें कि अधिकांश ट्रांसफार्मर में प्राइमरीऔर सेकेंडरी तुलनीय होंगे आपको अलग अलग मान दिए जा सकते हैं भले ही आपको अलग अलग ओहमिक मान दिए जाएं अगर आप इसे बदलने की कोशिश करते हैं तो आप इसका अपना आधार जानते हैं आप यह देखेंगे कि प्रतिशत मान तुलनात्मक हैं एक में प्रतिशत हो सकता है दूसरा या प्रतिशत हो सकता है मैं यह कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मूल रूप से देखें कि अगर आपने के इस ट्रांसफार्मर इसमें मानों को मापा था मुझे शायद मिला होगा क्या आपको वह समस्या है जिस पर हमने काम किया है क्या आप मुझे उन मानों को दे सकते हैं कुछ मनमाने मानों जो मैंने दिए पिछली बार जब हमने जिस प्रश्न पर काम किया था वही समान V ओपन और शार्ट सर्किट डाटा प्रोफेसर मैं मान सकती हूँ कि यह Ω है इसलिए यह रेजिस्टेंस भार है अगर मैंने Ω को रेजिस्टेंस के रूप में लिया है तो मैं मान सकती हूँ कि यह फेज में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए मैं मूल रूप से समग्र इम्पीडेन्स Ω के बारे में यहां बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने कोई फेज एंगल नहीं लिया गया है मैं मान सकती हूँ कि यह रेजिस्टेंस क के रूप में सरल है अगर यह रेजिस्टेंस नहीं है तो निश्चित रूप से आपको फेज एंगल को शामिल करना चाहिए इसलिए मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ अगर यह ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर शायद मुझे कहना चाहिए कि Ω है जबकि R2 जो मुझे मिला है वह बराबर होना चाहिए तो यह संभवतः के बजाय हो सकता है यह Ω हो सकता है इसी तरह मैं ले रहा हूँ शायद Ω कहा सकता है यहाँ मेरे पास होना चाहिए था जो शायद होता लेकिन इसके बजाय मुझे इसे पर ले जाने दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोफेसर नहीं सही नहीं यही कारण है कि प्रोफेसर यह फेरों का अनुपात है अगर मैं सब कुछ प्राइमरीसाइड में स्थानांतरित कर रही हूँ तो मुझेसे गुणा करना होगा क्यूंकि हमेशा याद रखें कि अगर मैं हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड में स्थानांतरित कर रही हूँ तो यह होग जहां टर्न का अनुपात फिर से से अधिक है जब भी मैं इसे उच्च वोल्टेज साइड में स्थानांतरित कर रही हूँ मुझे हमेशा एक कारक से गुणा करना होगा जो 1 पूर्ण वर्ग से अधिक है इसलिए अगर मैं देख रही V हूँ एक कम मान कि करंट को ले जाने वाला है अगर यह निम्न करंट को वहन करता है तो इम्पीडेन्स को बड़ा होना चाहिए तो उच्च वोल्टेज साइड हमेशा बड़ी इम्पीडेन्स प्रकट करेगा और निचला वोल्टेज साइड हमेशा स्पष्ट करेगा आप जानते हैं कि यह अनिवार्य रूप से कम उच्च करंट को दिखायेगा क्योंकि यह कम इम्पीडेन्स प्रकट करेगा तो आपको उच्च वोल्टेज उच्च इम्पीडेन्स कम वोल्टेज कम इम्पीडेन्स मिलेगी जो कि प्रकटीकरण होने जा रहे हैं यह सब भ्रम समाप्त हो जाएगा यदि आप प्रति यूनिट के अनुसार कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं इसे यहाँ देखती हूं तो पर यूनिट के संदर्भ में इम्पीडेन्स हमने कहा कि इस विशेष मामले में आधार इम्पीडेन्स V की तरफ Ω थी जबकि इस मामले में आधार इम्पीडेन्स Ω थी इसलिए अगर मैं व्यक्त करती हूँ यह क्या है यह वही है जो प्राइमरीकी पर यूनिट इम्पीडेन्स है और यहां मुझे मिलने जा रहा है जो सेकेंडरी का प्रति यूनिट इम्पीडेन्स है अब आप प्रति यूनिट की गणना करते हैं यदि आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो कृपया प्रति यूनिट की गणना करने की कोशिश करें दोनों को लगभग तुलनीय होना चाहिए मैं यह नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल समान होगा लेकिन वे तुलनीय होंगे ट्रांसफार्मर सब कुछ 0 होना चाहिए और केवल समानांतर पैरामीटर अनंत होना चाहिए मैंने दोहराया आदर्श ट्रांसफार्मर इसलिए अगर मैं 0 का एक आदर्श ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस करने जा रहा हूं तो लीकेज 0 हैं प्रतिक्रिया करने वाले मैग्नेटाइज़िंग अनंत हैं और रेजिस्टेंस के मुख्य नुकसान घटक हैं अनंत वास्तविक ट्रांसफार्मर आमतौर पर मैं प्राइमरीऔर सेकेंडरी इम्पीडेन्स तुलनीय है मैं बिल्कुल बराबर नहीं कह रही हूँ वे तुलनीय हैं इसलिए जब मैं इसे पर यूनिट में लिखती हूँ अगर मैं इसे पर यूनिट में लिखने की कोशिश करती हूँ तो यह है और यह जबकि यह होगा मैं उन दोनों को से गुणा कर सकती हूँ और 4 से गुणा कर सकती हूँ तब मैं अनिवार्य रूप से एक ही आधार Ω प्राप्त कर सकुंगी फिर से के करीब होगा इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि मुझे जो मिला है वे बाधाएं हैं हालांकि मैंने स्वतंत्र रूप से गणना की है कि वे तुलनीय होंगे तो बस उन मानों को देखकर आप यह कहने में सक्षम होंगे कि क्या आपने गणना या माप में कोई गलती की है अगर उनमें से एक के लिए मुझे Ω दूसरी चीज के लिए pu दूसरे के लिए अगर pu मिल रहा है उदाहरण के लिए तो प्रति यूनिट मान आपको किसी प्रकार का अनुमान देता है इसलिए उन्हें देखकर आप यह कहने में सक्षम होंगे कि क्या आपने सभी गणना सही तरीके से की हैं यदि मैं एक ट्रांसफार्मर को देखती हूँ तो आमतौर पर ज्यादातर मामलों में वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत से कम होना चाहिए इसलिए हम जो गणना कर रहे हैं उसके अंत में वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिट के आधार पर है क्योंकि हम इसे हर समय रेटेड वोल्टेज से विभाजित कर रहे हैं इसलिए हमें ड्रॉप मिलता है और हम इसे रेटेड वोल्टेज से विभाजित कर रहे हैं क्योंकि हम फिर से करते हैं हम एक अनुमान प्राप्त करने में सक्षम हैं कि क्या वोल्टेज ड्रॉपप्रतिशत से कम है इसका मतलब है कि क्या मैंने सब कुछ सही ढंग से किया है या क्या ट्रांसफार्मर पर्याप्त अच्छा है इन सभी चीजों को मैं सही तरीके से देख कर प्राप्त कर सकती हूँ यह प्रति यूनिट संकेतन का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है इसलिए आम तौर पर जब भी हम उद्योग से एक ट्रांसफार्मर खरीदते हैं तो वे केवल इम्पीडेन्स को इतना प्रतिशत कहेंगे जो कि pu या प्रतिशत हो सकता है यह वही है जो वे देखेंगे तो इससे हमारा मतलब क्या है केवल एक चीज जिसे आपको सुनिश्चित करना है कि वह और है मैं इसे पूरी तरह से LV की तरफ या पूरी तरह से HV की तरफ ले जाता हूं इसी तरह मैं लेती हूँ पूरी तरह से LV की ओर से या पूरी तरह से HV की तरफ से मैं बेहतर है कि एक तरफ से सब कुछ ले लूँ यह के बराबर है इसका मतलब है अगर मैं यह जानती हूँ ट्रांसफार्मर kVA जब यह प्राइमरीतरफ A कि करंट ले रहा है तो मैं देख रही हूँ कि में क्या गिरावट है प्राइमरीसाइड से से देखे जाने पर और मैं कहती हूँ कि V की तुलना में ड्रॉप प्रतिशत है इसलिए मैं इस पूरी चीज़ को V के बराबर करने जा रही हूँ अगर मैं इसे प्राइमरीतरफ से देखने की कोशिश कर रही हूँ जब V रेटेड V है तो यह मूल रूप से पर यूनिट मान का अर्थ है और अधिकांश उद्योगों में मान मान और और साथ में और प्लस के रूप में उन सभी को पर यूनिट में उल्लिखित किया जाता है शायद ही कभी ओमिक मानों में उल्लिखित किया जाता है क्योंकि यदि आप ओमिक मानों को देखने की कोशिश करते हैं खासकर व V या V जैसे ट्रांसफार्मर के लिए तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी के ओमिक मानों के बीच व्यापक रूप से बेमेल देखेंगे क्योंकि यह एक ही kVA है करंट को भी प्राइमरीतरफ गुना बढ़ा दिया जाएगा और सेकेंडरी तरफ वोल्टेज को गुना बढ़ा दिया जाएगा तो यदि आप एक तरफ ओमिक मानों को देखते हैं अगर यह दूसरी तरफ Ω है तो यह Ω होगा तो इससे बहुत विसंगति पैदा होगी और आपके लिए यह समझना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है कि क्या चीजें ठीक से की गई हैं या नहीं जब आप इसे प्रति यूनिट में व्यक्त करते हैं तो यह सभी लगभग एक ही प्रतिशत तक उबलेगा क्योंकि आप हैं बेस वोल्टेज का उपयोग उस विशेष साइड वोल्टेज के रूप में और उस विशेष साइड करंट के रूप में करंट तो सामान्य रूप से प्रति यूनिट दो फायदे देता है एक तो बस उन मानों को देखकर आप कह सकते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मर के लिए सामान्य रेंज के भीतर मान गिरते हैं इंडक्शन मोटर के लिए सिंक्रोनस मशीन के लिए आपको यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि क्योंकि हम सभी आम तौर पर जो विद्युत उपकरण से परिचित हैं कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में प्रतिशत से कम इम्पीडेन्सएँ होनी चाहिए और इसी तरह मुझे यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि क्या यह या है यह प्रतिशत से अधिक होगा शायद आप जानते हैं प्रतिशत बहुत उच्च मान है जबकि अगर मैं एक प्रेरण मोटर को देखती हूँ तो मैं सामान्य रूप से इम्पीडेन्स कह सकती हूँ श्रृंखला इम्पीडेन्स से प्रतिशत तक बढ़ जाएगी तो मोटे तौर पर हमारे पास अलग अलग मशीनों के लिए रेंज है इसलिए केवल अवलोकन करके हम यह कह पाएंगे कि क्या रेंज गिर रही हैं या मान रेंज में गिर रहे हैं यह पहला फायदा है दूसरा फायदा यह है कि आप केवल मानों की गणना कर सकते हैं किसी भी साइड में कोई समस्या नहीं है आपको ओमिक मूल्यों को एक तरफ से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है जो कुछ दिया जाएगा वह सामान्य रूप से प्रतिशत में होगा जो पूरे तंत्र के लिए सामान्य होगा चाहे आप इसे देखें प्राइमरी या सेकेंडरी ताकि प्रति यूनिट का प्रमुख लाभ हो ट्यूटोरियल शीट में प्रश्नो में से एक मुझे लगता है कि प्रतिशत इम्पीडेन्स प्रतिशत या ऐसा कुछ था जो वास्तव में यह इंगित करता है किसी भी साइड के लिए जो भी साइड है वह 01 है जिसका यही अर्थ है तो इसी तरह मुझे कहना चाहिए देखिये हमने लिखा मैं इसी तरह लिख सकता हूं इसके बजाय मैं गुणा कर सकता हूं और Irated से विभाजित कर सकता हूं इसलिए मुझे जो मिलेगा वह होगा मूल रूप से क्योंकि तो यह मुझे प्रति यूनिट रेजिस्टेंस भी देगा समस्याओं में से एक ने यह दिया रेटेड स्थिति में ओमिक नुकसान जहां समग्र kVA रेटिंग का इतना प्रतिशत दिया गया था रेटेड कॉपर हानि जहां रेटेड kVA का अर्थात अनिवार्य रूप से है उसी तरह मुझे लिखना चाहिए तो पर यूनिट संकेतन के लिए ऐसा होना चाहिए हम इसका हर समय उद्योगों में उपयोग करते हैं इसलिए यह सब कारण है कि आप लोग यह जरूर जान लें कि पर यूनिट अंकन का उपयोग कैसे किया जाता है इसका महत्व क्या है यह आमतौर पर क्यों किया गया है उद्योग भर में इस्तेमाल किया छात्र हमें प्राइमरी और सेकेंडरी मापदंडों को एक तरफ क्यों करना चाहिए प्रोफेसर देखें कि क्या मैं प्राइमरी के लिए अलग से और सेकेंडरी के लिए अलग अलग गणना कर रही हूँ अगर मैं किरचॉफ के नियमों को लिखने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं इस बात को कैसे ध्यान में रखूंगी कि मुझे क्या करना है दो लूप समीकरणों को लिखना और कदम उठाना या कदम उठाना हर बार और फिर उतार चढ़ाव के कारण मैं वास्तव में एक एकल विद्युत सर्किट के रूप में पूरी बात का उल्लेख करना चाहती थी अगर यह संभव है जो वास्तव में मुझे गणना में आसानी देगा यही एकमात्र कारण है कि हम सभी पर स्थानांतरित कर रहे हैं एक तरफ पैरामीटर ताकि मैं 1 kVL समीकरण 1 KCL समीकरण लिखने में सक्षम हो जाऊं और मैं पूरी बात की गणना कर सकूं यही एकमात्र कारण है पर यूनिट संकेतन में हम निश्चित रूप से कोर हानि के बारे में सही कह सकते हैं अगर इस मामले में सभी कोर हानि इस मामले में W की तरह हैं तो मैं कहूंगा जो भी मैं इकाई के अनुसार गणना करता हूं मैं कह सकता हूं कि यह पर यूनिट में मुख्य हानि है आप इसे फिर से kVA के संदर्भ में कर सकते हैं छात्र pu में और वोल्टेज रेगुलेशन pu में क्या वे समान हैं प्रोफेसर प्रति यूनिट और वोल्टेज रेगुलेशन यूनिटी पावर फैक्टर पर प्रतिशत लोड पर हां उनका अवलोकन pu में था और वोल्टेज रेगुलेशन pu में क्या वे समान हैं हाँ वे समान हैं बशर्ते आप इसे यूनिटी पावर फैक्टर की गणना करते हैं नहीं यूनिटी पावर फैक्टर नहीं क्या यह यूनिटी पावर फैक्टर होगा क्योंकि 1 और 0 नहीं वास्तव में यूनिटी पावर फैक्टर कम से कम प्रतिशत लोड सुनिश्चित करने के लिए है क्योंकि आप देख रहे हैं जो भी I मान है और आप वास्तव में वहां पावर फैक्टर कोण पर विचार नहीं कर रहे हैं इसलिए हम मान रहे हैं कि शायद पावर फैक्टर एंगल 0 है लेकिन हम जिस प्रैक्टिकल कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं उसकी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं अगर आपको याद हो कि हमने फेजर डायग्रामखींचा है और हमने कहा कि यह है और इस तरह कुछ अतिरिक्त है और फिर हम इसे के रूप में प्राप्त किया जा रहा है और फिर हमने कहा कि यह लंबवत घटक हम उपेक्षा कर रहे हैं याद रखें कि ऊर्ध्वाधर घटक हमें उपेक्षित नहीं करना चाहिए तो यह आपको वास्तव में अधिक सटीक नियमन देगा I गुना जो आपको मिल रहा है एक बहुत ही सटीक रेगुलेशन है जो कि यूनिटी पावर फैक्टर पर रेटेड करंट पर है तो एक मायने में आप कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से आपको वोल्टेज रेगुलेशन दे रहा है लेकिन रेटेड रेटेड करंट पर इससे पहले कि हम तीन चरण ट्रांसफार्मर में उद्यम करें आइए हम करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर पर एक त्वरित नज़र डालने की कोशिश करते हैं जो एकल चरण ट्रांसफार्मर पर हमारी चर्चा को पूरा करेगा तो आइए हम एक विशेष ट्रांसफार्मर को देखने की कोशिश करते हैं जिसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के रूप में जाना जाता है नाम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर इस तथ्य से आता है कि इसका उपयोग माप और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए किया जा रहा है हमेशा के लिए माप और इंस्ट्रूमेंटेशन करंट साथ साथ जाता है जाता है क्योंकि आप कुछ को मापने के लिए आप स्टेप अप स्टेप डाउन की कोशिश कर सकते हैं आप इसके साथ कुछ हेरफेर करने की कोशिश कर सकते हैं और फिर आप अंततः यह देखने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या आप जो भी आवश्यक पैटर्न है उसका पालन करने में सक्षम हैं उदाहरण के लिए आप एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम लेते हैं हो सकता है कि आप चाहते हैं कि तापमान हमेशा पर स्थिर रहे इसलिए आप लगातार मापने की कोशिश कर सकते हैं कि तापमान क्या है इसके लिए आपके पास किसी प्रकार का तापमान सेंसर तापमान सेंसर हो सकता है और यही तापमान सेंसर उसे वोल्टेज में परिवर्तित कर देगा क्योंकि हमारे नियंत्रण प्रणाली के अधिकांश घटक प्रकृति में विद्युत हैं इसलिए तापमान एक बराबर वोल्टेज में परिवर्तित हो जाएगा फिर हमारे संदर्भ के साथ तुलना की जाएगी जो 27 ° से अधिक है जो संभवतः वोल्टेज सिगनल भी होगा इसलिए मैं दोनों की तुलना करुँगी यदि तापमान 27 ° तक नहीं पहुंचा है तो यह 30 ° पर है तो संभवतः मुझे काफी लंबे समय के लिए कंडीशनिंग सिस्टम के भीतर कंप्रेसर चालू करना होगा जब तक कि शीतलक को संपीड़ित किया जाता है तब तक कंप्रेसर चालू हो सकता है और तब इसका विस्तार होता है और फिर यह हीट एक्सचेंजर से गुजरता है और समग्र तापमान 27 ° से नीचे आ जाता है यह तब तक होने जा रहा है जब तक तापमान तक नहीं पहुंच जाता है यह तक पहुंचने के बाद भी लगातार इसकी तुलना करने जा रहा है वास्तविक संदर्भ तापमान के साथ इसलिए यदि कंप्रेसर बहुत लंबे समय तक बंद है तो फिर से आपको शीतलन चक्र शुरू करना पड़ सकता है इसलिए यह इंस्ट्रूमेंटेशन किया जाता है हो सकता है कि ट्रांसड्यूसर नामक कुछ उपकरण की मदद से लेकिन हम इसमें शामिल नहीं होंगे लेकिन हम अनिवार्य रूप से देख रहे हैं कि क्या मुझे कुछ वोल्टेज या करंट को नियंत्रित करना है इसलिए वोल्टेज नियंत्रण यदि मुझे करना है तो मुझे वोल्टेज को मापना पड़ सकता है यह जांचें कि क्या यह आवश्यकतानुसार है या मोटर की जरूरत क्या है अगर यह DC प्रणाली के बजाय AC सिस्टम में किया जाना है तो DC आप स्पष्ट रूप से ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर मैं कुछ AC प्रणाली देख रही हूँ जहां मुझे हजारों किलोवोल्ट को मापना है तो मेरे पास उस तरह के वोल्टेज को मापने के लिए इतनी आसानी से वोल्टमीटर नहीं हो सकता है तो मैं क्या करने जा रही हूँ हम कहते हैं कि ये दो टर्मिनल हैं जिनके पार मुझे वोल्टेज को मापना है इसलिए इसे मापा जाना है अब मैं जो करने जा रही हूँ वह एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर को जोड़ने के लिए है मैं इसे PT वोल्टेज ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहूँगी और मैं वास्तव में मेरे वोल्टेज ट्रांसफार्मर के इन दो टर्मिनलों में एक से जुड़ने जा रही हूँ और वोल्टेज ट्रांसफार्मर को बहुत बड़ी इम्पीडेन्स प्रदान करनी चाहिए यदि यह एक छोटा इम्पीडेन्स प्रदान करता है तो यह दो टर्मिनलों को पार करने के लिए शॉर्ट सर्किट के रूप में अच्छा होगा जिसके पार मैं वोल्टेज को मापना चाहती हूँ तो यह वोल्टेज ट्रांसफार्मर अनिवार्य रूप से वोल्टमीटर के समान काम करना चाहिए एक वाल्टमीटर आमतौर पर एक बहुत बड़ा इम्पीडेन्स प्रदान करता है इसलिए इसी तरह का होना चाहिए जहां तक वोल्टेज ट्रांसफार्मर का संबंध है जिसके कारण वोल्टेज ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी हमेशा ओपन सर्किट किया जाएगा यह ओपन सर्किट नहीं हो सकता है या इसके साथ जुड़ा नहीं हो सकता है रेजिस्टेंस का एक वास्तविक छोटा मान किसी भी तरह यह नहीं किया जाना चाहिए इसे हमेशा सामान्य रूप से ओपन सर्किट होना चाहिए और मैं इस छोर पर एक वोल्टमीटर को कनेक्ट कर सकती हूँ मैं एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर सकती हूँ जो मापेगा कि RMS मान क्या है मैं जो कर रही हूँ वह बहुत बड़े मान से वोल्टेज को एक सीमा तक लाना है जहां मेरा वोल्ट्मीटर काम करेगा इसलिए मेरे पास सैकड़ों किलोवॉट के लिए वोल्ट्मीटर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं इसलिए मेरे पास या उदाहरण के लिए रेंज के रूप में हो सकता है इसलिए मेरे पास यदि kV है तो मैं इसे kV तक स्टेप डाउन करने में सक्षम होउंगी और मैं इसे एक वोल्ट्मीटर की मदद से मापने में सक्षम होउंगी इसलिए मैं अनिवार्य रूप से एक ट्रांसफार्मर के वोल्टेज अनुपात की सेवाओं का उपयोग करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं वोल्टेज को उस सीमा तक लाने में सक्षम हूं जहां मेरे वोल्टमीटर काम करेंगे लेकिन इस प्रक्रिया में मुझे आपूर्ति से अधिक बड़े प्रवाह को नहीं नहीं खींचना चाहिए मैं ऐसा नहीं कर सकती यही कारण है कि मैं इसे ओपन सर्किट के रूप में रख ओपन सर्किट इसे ओपन सर्किट के रूप में रखते हुए यह सुनिश्चित करता है कि केवल जो कुछ भी वोल्टमीटर इम्पीडेन्स को दूसरी तरफ स्थानांतरित किया गया है फेरों के अनुपात के साथ तो यह वास्तव में वास्तव में इम्पीडेन्स का बड़ा मान होने जा रहा है यह उतना ही अच्छा है जितना कि आप वोल्टमीटर के माध्यम से या वोल्टेज ट्रांसफार्मर के माध्यम से किसी भी किसी भी करंट को नहीं खींच रहे हैं तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में हमेशा उस तरफ फेरों की की ओर अधिक संख्या होगी जिससे मैं वोल्टेज को मापना चाहती हूँ और और कम वोल्टेज की तरफ फेरों की संख्या कम होती है और कम वोल्टेज की तरफ हमेशा ओपन सर्किट होगा यह इसके रेजिस्टेंस के छोटे मान के साथ भी जुड़ा नहीं हो सकता है तो इस मामले में अगर मैं लिखती हूं अगर मैं इसे कह सकती हूँ अगर मैं यह सब के रूप में करती हूँ तो मुझे मिलना चाहिए लेकिन मैं नहीं लिख सकती कि यह के बराबर है क्योंकि यह ओपन सर्किट है मुझे वस्तुतः सेकेंडरी साइड पर कोई करंट नहीं मिलेगी प्रोफेसर हां वोल्ट्मीटर का इम्पीडेन्स आम तौर पर kΩ या उससे भी अधिक के क्रम का होगा और वह भी स्रोत द्वारा कल्पना की जाएगी जिसका वोल्टेज मैं माप रही हूँ जो काफी उचित है जो वास्तव में बड़ा होने वाला है फिर से बड़े या छोटे या सापेक्ष को देखें मुझे आशा है कि आप समझते हैं मुझे कैसे लगता है कि इम्पीडेन्स काफी बड़ी है या ऐसा नहीं है जहां प्रति यूनिट बहुत उपयोगी है अगर मैं कहती हूँ कि यह संभावित ट्रांसफार्मर VA रेटिंग वाला है लेकिन यह kV से विभाजित होने जा रहा है जो भी किलोवोल्ट है वह kV है फिर मैं निश्चित रूप से गणना कर सकती हूँ कि सभी आधार बाधाएं क्या हैं आधार इम्पीडेन्स की तुलना में वाल्टमीटर इम्पीडेन्स काफी अधिक होनी चाहिए तब मैं ठीक हूं देखें कि क्या मैं ओपन सर्किट तो नहीं हूं अगर मैं यहां एक रेजिस्टेंस को जोड़ने जा रही हूँ तो ठीक है यह करंट खींचेगा अगर यह करंट खींच रहा है तो यह भी करंट खींचेगा जो मैं करना चाहती हूँ वह केवल वोल्टेज को मापना है मैं स्रोत को लोड नहीं करना चाहती जब मैं करंट खींच कर रही हूँ तो मैं स्रोत लोड कर रही हूँ मैं नहीं कर सकती मैं ऐसा नहीं करना चाहती यही सब मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ जब आप अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं आप केवल वोल्टेज को माप रहे हैं आप एक वोल्टमीटर को लोड के रूप में नहीं चाहते हैं इसलिए यदि आप इसे लोड नहीं करना चाहते हैं तो आप बेहतर मूर्त करंट नहीं खींच सकते हैं खींचा गया करंट का मान न्यूनतम होना चाहिए जितना कि यह हो सकता है इसलिए मैं यह बता रही हूँ कि ओपन सर्किट जितना अच्छा होना चाहिए उतना ही अच्छा है इसलिए यह वोल्टेज करंट रिलेशनशिप को संभावित ट्रांसफॉर्मर में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं सेकेंडरी साइड को खुला रख रही हूँ प्राइमरी साइड में कोई लोड करंट नहीं होगा सेकेंडरी साइड का अक्षरशः शून्य करंट है इसलिए किसी भी ट्रांसफॉर्मर की ओपन सर्किट स्थिति के तहत मान्य है लेकिन वह के बराबर नहीं है इसका दूसरा प्रतिरूप है यह संभावित ट्रांसफार्मर है अगला एक करंट ट्रांसफार्मर है करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करंट उच्च करंटओं के मापन के लिए किया जाता है तो हम कहते हैं मैं एक चालक हूँ जिसके माध्यम से kA प्रवाह हो सकता है और मैं इस करंट को मापना चाहती हूँ यह एक चर करंट हो सकती है अधिकतम संभवतया kA है न्यूनतम A हो सकती है जैसे हम कहते हैं प्रोफेसर कोई लोड करंट नहीं है ओपन सर्किट स्थिति के तहत है फिर मैं अनुपात कैसे लिख सकती हूँ कुछ मतलब नहीं है प्रोफेसर नहीं होगा कोई लोड करंट नहीं है मुझे आशा है कि आप ट्रांसफार्मर की ओपेन सर्किट स्थिति समझते हैं एक आपके पास कोई लोड करंट नहीं होगी यह करंट शुन्य भी नहीं होगी इसलिए मैं इसे से नहीं लिख सकती बल्कि यह है यह एक नो लोड करंट है इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है यही कारण है कि जब ट्रांसफॉर्मर ओपेन सर्किट की स्थिति में होता है तो यह संबंध विशेष रूप से अच्छा नहीं होता है हम करंट ट्रांसफार्मर पर नजर डालते हैं तो हम कहते हैं कि मेरे पास kA का करंट है यह एक परिवर्तनशील करंट है शायद यह A से kA तक बदलती है और मैं इसे मापना चाहती हूँ इसे मापने के लिए मैं इसका उपयोग प्राइमरी की तरह कर सकती हूँ बहुत बार करंट ट्रांसफार्मर चालक का उपयोग करते हैं जिनकी करंट को को प्राइमरीके रूप में खुद को मापने की आवश्यकता होती है आपके पास अलग अलग प्राइमरीहोने की आवश्यकता नहीं है सभी संभावना में और हम सामान्य रूप से क्या करते हैं इसके चारों ओर हम एक टॉरॉयड डालते हैं टॉरॉयड एक चूड़ी की तरह है जिसके चारों ओर मैं मूल रूप से कई फेरे लगाती हूँ तो यह भी एक परतदार वाला कोर है जो चूड़ी की तरह है और फिर मैं इसके चारों ओर बड़ी संख्या में फेरे लगाने जा रही हूँ इसलिए इस टॉरॉयड में जो वाइंडिंग के आसपास है मैं बड़ी संख्या में फेरे बनाने जा रहा हूं ये दो टर्मिनल हैं उपलब्ध हैं अब यह अनिवार्य रूप से फेरों का अनुपात बनाने जा रही हूँ और यह N है यह कोई फेरा नहीं है जो कि एक कंडक्टर का अर्थ है कि इसे एक फेरे के रूप में गिना जाता है इसलिए यह होने जा रहा है बल्कि kA करंट वह करंट है जिससे मापना है इसलिए इसे मैं कहूँगी प्रोफ़ेसर देखें कि यह कंडक्टर एक एकल कंडक्टर के रूप में लिया गया है जो वास्तव में एक फेरे के बराबर है क्योंकि आपको पता नहीं है कि यह कहाँ है और इसके आस पास आपको एक टॉराइड हो रहा है जिसमें संख्या में फेरे हैं तो जाहिर है कि जो करंट मुझे यहाँ मिलेगी वो गुना होगी चाहें करंट का चालक में कुछ भी मान हो तो यह स्पष्ट रूप से अपचयी चरण होगा लेकिन यहां अगर मैं इसे एक ओपन सर्किट के रूप में छोड़ती हूं तो प्रेरित वोल्टेज काफी अधिक होगा इसलिए मैं करंट ट्रांसफार्मर को एक खुले सर्किट के रूप में नहीं छोड़ सकती इसके बजाय मुझे एक छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहिए कितना छोटा होगा ये पर यूनिट पर निर्भर करता है यदि आप गणना करते हैं कि आधार इम्पीडेन्स क्या है तो आधार इम्पीडेन्स की तुलना में यह वास्तव में छोटा है इसलिए मुझे मिलने जा रहा है ऐसा क्या या लेकिन वह के बराबर नहीं है क्योंकि मैं लगभग शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी में जा रही हूँ वस्तुतः मैं शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी में जा रही हूँ क्योंकि अगर मैं शॉर्ट सर्किट नहीं करती हूँ अगर मेरे पास kA करंट है अगर मेरे पास V भी है तो यह V के रूप में अनुवादित होना चाहिए शायद N या हो सकता है इसलिए मुझे kV मिलेगा अगर मैं किसी भी मौके पर अपना हाथ वहां रख दूं तो वास्तव में मेरे पास था इसलिए हमें वास्तव में सावधान रहना होगा क्योंकि के वोल्टेज के लिए इन्सुलेशन उस का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता